हम सुविधाओं फ़ीचर पॉइंट्स का पता लगाने के बारे में चर्चा कर रहे हैं और यह भी कि कैसे हम उन फ़ीचर पॉइंट्स का विशिष्ट रूप से वर्णन कर सकते हैं ताकि डिटेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों ही ट्रांसफ़ॉरमेशन इनवेरिएंट बन सके अंतिम व्याख्यान में हमने चर्चा की थी कि स्केल के ट्रांसफॉर्मेशन और रोटेशन ट्रांसलेशन के परिवर्तन के लिए एक फीचर पॉइंट कितना विशिष्ट रूप से मजबूत हो सकता है और वे अपनी स्थिति के पैमाने और ओरिएंटेशन की विशेषता को भी दर्शाता हैं अब हम एक डिस्क्रिप्टर पर विचार करेंगे जो कि इमेज प्रोसेसिंग तकनीकों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला एक बहुत ही लोकप्रिय डिस्क्रिप्टर है और इस डिस्क्रिप्टर को स्केल इनवेरिएंट फीचर ट्रांसफॉर्म कहा जाता है यह डेविड लोवे द्वारा 1999 में प्रस्तावित किया गया था वास्तव में इन स्लाइड्स को उनकी प्रस्तुति से अनुकूलित किया गया है और हम यहाँ विचार कर रहे हैं कि ये डिस्क्रिप्टर कैसे सही नहीं हैं इसलिए हम एक महत्वपूर्ण बिंदु का पता लगाने पर विचार कर सकते हैं तो उस प्रमुख बिंदु के आसपास हम 16x16 वर्ग विंडो ले सकते हैं हमको ध्यान देना चाहिए कि यह ओरिएंटेशन सही है इसका मतलब है एक बार जब हमारे पास एक प्रमुख बिंदु के चारों ओर ओरिएंटेशन डोमिनेंट होता है तो हम इसे अपने संदर्भ अक्ष के साथ संरेखित करने के लिए रोटेशन करते हैं उदाहरण के लिए एक्स अक्ष और बल्कि एक्स अक्ष को इस दिशा के साथ घुमाने के लिए और फिर उस घुमाई गई छवि में अब हम एक 16x16 वर्ग विंडो लेते हैं और देखते हैं कि ये डिस्क्रिप्टर या स्थानीय आँकड़े कैसे संग्रहित होते हैं वास्तव में यहाँ कुछ आरेख हैं जिन्हें हम आगे समझेगे तो हमें क्या करने की आवश्यकता है हमें बढ़ते ओरिएंटेशन की गणना करने की आवश्यकता है इसका मतलब है ग्रेडिएंट माइनस 90 डिग्री कोण पर है तो यहाँ यह है कि कैसे बढ़ते क्रम का ओरिएंटेशन परिभाषित किया गया है इसलिए पहले ही व्याख्यान में ग्रेडिएंट ऑपरेशंस पर हमने स्वयं चर्चा की थी हमको एक्स दिशा के साथ डेरिवेटिव और वाई दिशा के साथ डेरिवेटिव की गणना करनी होगी तो ये दोनों वैक्टर एक दिशा देंगे और यह ग्रेडिएंट का कोण होगा और फिर अगर हम इससे 90 डिग्री घटाते है तो हमको प्रत्येक पिक्सेल के लिए किनारे का ओरिएंटेशन प्राप्त होगा और फिर हम कमजोर किनारों को हटा सकते हैं इसका मतलब है कि परिमाण परिमाण पर एक थ्रेसहोल्ड देता है और फिर बाकि के किनारे के अभिविन्यास के हिस्टोग्राम बनाएं जा सकते है जो उन आरेखों में आलंकारिक रूप से यहां दिखाए गए हैं हम यहाँ देख सकते हैं जो कि आम तौर पर इस चित्र में यह दिखाया जा रहा है कि एक छोटी खिड़की में हर एक पिक्सेल को 16x16 की खिड़की पर कैसे दिखाया जा सकता है हर पिक्सल पर दिशाओ कैसे दिखाया जा सकता हैं इसका मतलब है कि हर पिक्सल पर हमने ग्रेडिएंट्स की गणना की है और ये निर्देशीत भी हैं उनमें से कुछ को कमजोर होने पर परिमाण के विचार से बाहर निकाल दिया जाता है और फिर हम उन दिशाओं को एक हिस्टोग्राम में लाते हैं जिसकी हमने पहले भी चर्चा की थी क्योंकि दिशाओं को एक सीमा माना जा सकता है जो 0 से 2π रेडियन कोण तक होती है और फिर हम उन अंतरालों को समझ सकते हैं प्रत्येक अंतराल को एक बिन कहा जाता है तो इस मामले में जैसा कि हम आरेख से देख सकते हैं यहाँ पर 8 दिशाए है इसलिए 45 डिग्रीπ4 तक 8 ऐसे अंतराल होंगे और इसके भीतर हम उन दिशाओं को बिनिंग कर रहे है और फिर अब हम हिस्टोग्राम प्राप्त कर सकते हैं तो इस विशेष आरेख में वेक्टर की लंबाई परिमाण दिखा रही है जो कि पिक्सेल्स की संख्या दिखा रही है यहां तक कि हम उस कोण के हिस्टोग्राम को प्राप्त करने के लिए इस हिस्टोग्राम के परिमाण को जोड़ने के लिए एक ढाल के उन परिमाणों को जोड़ सकते हैं तो आगे हम क्या कर सकते हैं तो अब हम इस 16x16 विंडो को 4x 4 ग्रिड के सेल में विभाजित कर सकते हैं तो इस मामले में इसे एक विशिष्ट उदाहरण के लिए इस विशेष आरेख में 2x2 दिखाया गया है और सेल के प्रत्येक ग्रिड के लिए हमको हिस्टोग्राम मिलता है इसलिए एक अभिविन्यासित हिस्टोग्राम की गणना करें तो इसलिए हमने जो चर्चा की वह अभिविन्यास हिस्टोग्राम की संरचना का हिस्टोग्राम है जो 16x16 सेल से अधिक नहीं था यह सेल के हर एक 4x4 ग्रिड में था और प्रत्येक में हिस्टोग्राम के 8 डिब्बे होंगे तो प्रत्येक से हमको हिस्टोग्राम के अनुरूप 8 आयामी वैक्टर प्राप्त होगे चूंकि यहाँ 16 सेल हैं इसलिए अंत में यदि हम उन सभी वैक्टरों को किसी क्रम में समेटते हैं तो हमको 128 आयामी विवरणक प्राप्त होगे जो कि सिफ्ट डिस्क्रिप्टर है तो सिफ्ट डिस्क्रिप्टर का गुण यह है कि यह दृष्टिकोण में परिवर्तन को संभालने में सक्षम है और रोशनी में एक महत्वपूर्ण बदलाव है बस यह योग्य होने के लिए है यहाँ यह भी देखा गया है कि यह प्लेन रोटेशन से लगभग 60 डिग्री तक संभाल सकता है और यह दिन और रात के कारण भी रोशनी भिन्नता के लिए अपरिवर्तनीय पाया जाता है तो यह इस सिफ्ट डिस्क्रिप्टर के बारे में है लेकिन अब कई अन्य विवरण हैं हम उन्हें इस विशेष व्याख्यान में संक्षेप में समझेगे उनमें से एक सिफ्ट डिस्क्रिप्टर जो कि एक तेजी से मजबूत विशेषताए है या सर्फ डिस्क्रिप्टर है जिसे 2006 में प्रस्तावित किया गया है और यह डिस्क्रिप्टर बहुत लोकप्रिय भी है क्योंकि इस डिस्क्रिप्टर की गणना करने में कई संशोधन किए गए हैं ताकि इसे कुशलता से तैयार किया जा सके इसका मतलब है कि इस डिस्क्रिप्टर का उपयोग करके हमारी कंप्रेशनल स्पीड काफी बढ़ जाती है अधिकांशतः सिफ्ट डिस्क्रिप्टर में प्रमुख संगणना होती है जिसे हमें गॉससियन कनवल्शन का उपयोग करके पूरा करना होता है तो इस मामले में सर्फ डिस्क्रिप्टर में गॉसियन के प्रस्तावों के बजाय हम क्या कर सकते हैं हम एक बॉक्स प्रकार के संकल्प प्रदर्शन कर सकते हैं इसका मतलब है हम एक ही ग्रेडिएंट या समान डबल डेरिवेटिव की गणना कर सकते हैं तो हम दिखाएंगे कि कैसे वे कौन से डिटेक्टर हैं जो इस विशेष मामले में उपयोग किए गए हैं और वे एक बॉक्स प्रकार फिल्टर का उपयोग करके परिवर्तित होते हैं हम समझगें कि इस बॉक्स प्रकार के फ़िल्टर का क्या मतलब है और वास्तव में जिसका अर्थ है कि इस मामले में जो मास्क हैं उनके पास केवल 1 और 1 का वजन है और ऐसे पैच हैं जहां सभी 1 हैं और सभी 1 हैं फिर वे पैच वर्गाकार पैच होते हैं और इस तरह से इस फिल्टर के आकार को बॉक्स प्रकार के फिल्टर कहा जाता है और इन अभिकलनों को एक अभिन्न छवि का उपयोग करके किया जा सकता है जो फिर से हम इस विशेष चर्चा में समझेगें तो इस डिस्क्रिप्टर का उपयोग करते हुए प्रमुख बिंदु का पता लगाने का काम हेसियन ऑपरेटर का उपयोग करके किया जाता है गॉससियन ऑपरेटर के अंतर के बजाय हम छवि के हेसियन ऑपरेटर को ही मानते हैं तो हेसियन ऑपरेटर वे हैं जो दिशा में कोई डबल डेरिवेटिव ऑपरेशन नहीं हैं तो इस मामले में एक तीव्रता वाली छवियों के लिए हम x दिशा के साथ फिर y तथा y और x तथा y दिशाओं के साथ डबल डेरिवेटिव करते हैं तो यह वही है जो हेसियन ऑपरेटर है और हम इस हेसियन का डिटरमिनेंट की लोकल मैक्सिमा का प्रदर्शन करते हैं तो अब हम इन ऑपरेशन्स को कई रिज़ॉल्यूशन रिप्रेजेंटेशन पर कर सकते हैं जहाँ गॉसियन मास्क का उपयोग करने के बजाय इस हेसियन ऑपरेटर को स्वयं को तैयार करना है इसका मतलब है इस डबल डेरिवेटिव की गणना विभिन्न आकारों के मास्क के साथ की जाती है इसलिए बढ़ते हुए मास्क साइट के साथ हम बड़े पैमाने प्राप्त कर रहे हैं हम समकक्ष छवियों के अधिक स्मूथिंग का सबसे बड़ा स्मूथिंग प्रदर्शन कर रहे हैं जो छवियों के कम रिज़ॉल्यूशन का प्रदर्शन है और वहां से हम लोकल मैक्सीमा को उस प्रदर्शन में कैप्चर करने की कोशिश करते हैं इस तरह की छवियों का प्रदर्शन लोकल मैक्सीमा की गणना करता है इसलिए हमें इस मामले में भी ओरिएंटेशन को ठीक करने वाले हार वेवलेट प्रतिक्रियाओं को संचित करना होगा तो सिफ्ट में हम ओरिएंटेशन संचित करते हैं उसमें धीरे धीरे दिशा निर्देश सही हो जाते हैं और इस मामले में ग्रेडिएंट गणना हार वेवलेट का उपयोग करके भी किया जाता है जिसे आसानी से बॉक्स फिल्टर द्वारा कार्यान्वित किया जा सकता है इसलिए हम बाद की स्लाइड्स में विस्तार से बताएगें तो यह वही है जो हेसियन ऑपरेटर है तो गॉससियन के दूसरे क्रम के चित्र के साथ व्युत्पन्न लेकिन यह वास्तव में तेज मामलों में एक बॉक्स फिल्टर द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है इसलिए मुख्य बिंदु स्पेस और स्केल पर इस का अधिकतम डिटरमिनेंट है तो यह अप्रोक्सीमेसन है हम इस चित्र में देख सकते हैं कि वे किस तरह से बॉक्स फ़िल्टर करते हैं तो यहां हम इस प्रदर्शन का पता लगा सकते हैं इसलिए चमकदार मानों को 1 के द्वारा दिखाया गया है और गहरे मानों को 1 द्वारा दिखाया गया है तो यह केवल 1 नहीं है अन्य अभिन्न मान भी हो सकते हैं det𝐻𝑎𝑝𝑝𝑟𝑜𝑥 𝐷𝑥𝑥𝐷𝑦𝑦 − 𝑤𝐷𝑥𝑦2 और यहाँ 'w' का मान 09 के रूप में लिया जाता है और विशेष रूप से 9x9 बॉक्स फिल्टर गॉससियन वजन 1 2 का एक अनुमान हैं तो हमें कहना चाहिए कि गॉससियन मास्क या गॉससियन मास्क के डबल डेरिवेटिव का उपयोग करते हुए अनुमान लगाना अभिन्न छवियों के उपयोग के बारे में जो इस स्लाइड में यहाँ भी अच्छी तरह से समझाया गया है यहां एक अभिन्न छवि है हम देख सकते हैं कि अभिन्न छवि एक आयताकार क्षेत्र पर पिक्सेल मानों का संचयी योग है I∑ x i0i≤xj0j≤yIi j A B CD इसलिए प्रत्येक बिंदु पर इस छवि पर हम इस बिंदु पर अभिन्न मूल्य की गणना करना चाहते हैं हमें क्या करना है हमें इस विशेष क्षेत्र में पिक्सेल मानों का योग की गणना करनी है और उस मान को यहाँ प्रतिस्थापित किया जाएगा अब इन गणनाओं को कुशलतापूर्वक स्कैन किया जा सकता है क्योंकि यह संचित हो सकता है यह योग अन्य पूर्णांक मानों की संगणना पर संचित किया जा सकता है जो पहले से ही संगणित किया गया है तो एक स्कैन में हम एक अभिन्न छवि की गणना कर सकते हैं अब उस अभिन्न छवि को देखते हुए हम इन ऑपरेशन का उपयोग करके किसी भी आयताकार क्षेत्र पर योग की गणना कर सकते हैं इसका मतलब है यह इन बिंदुओं पर अभिन्न छवि मान है हमें इस पूरे क्षेत्र में योग लेने की आवश्यकता है और फिर इस विशेष अवधि में इन मानों को घटाएं और फिर इस एक को बदल दें क्योंकि यह दो बार घटाया जाता है इसलिए अगर हम ऐसा करते हैं तो वास्तव में हमें इस विशेष मान के बराबर योग मिलेगा तो जब हम एक स्थान पर बॉक्स फ़िल्टर लागू कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं हम या तो उस क्षेत्र के साथ पिक्सेल मानों के उन मूल्यवर्धन को बढ़ाने के लिए या तो प्रदर्शन कर रहे हैं और फिर बाद में हम घटाव के लिए इस मान का उपयोग कर रहे हैं हम इसे उस वजन से गुणा कर सकते हैं तब हम घटाव या जोड़ के लिए इस मान का उपयोग कर रहे हैं हम हेसियन मैट्रिक्स के निर्धारक की गणना के लिए पहले से फ़िल्टर किए गए कार्यान्वयन को देख सकते हैं कि हमने क्या चर्चा की थी और इसलिए इन पिक्सेल मानों के योग की हर तरह की गणना के लिए केवल 3 अतिरिक्त और 4 मेमोरी एक्सेस की आवश्यकता होती है और इस तरह यह कुशलता या कम्प्यूटेशंस की गति को बढ़ाता है और इसके बाद हमने जो कहा वह हेसियन की गणना है और हेसियन की लोकल मैक्सिमा की गणना करके संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं का पता लगाना बॉक्स फिल्टर का उपयोग करके लागू करना अब मुख्य बिंदु का वर्णन करने के लिए एक बार फिर से सिफ्ट की तरह यहाँ भी इसके आस पास हम ओरिएंटेशन के आंकड़ों को जमा कर रहे हैं लेकिन इस मामले में ओरिएंटेशन एक बार फिर हार वेवलेट्स का उपयोग करके गणना की जाती है एक बार फिर यह कुछ भी नहीं है लेकिन इस मामले में अलग अलग पैमानों पर ग्रेडिएंट की गणना है तो ये दो विशेष फ़िल्टर हैं और जिन्हें यहाँ दिखाया गया है और इन्हें बॉक्स फ़िल्टर द्वारा कार्यान्वित किया जा सकता है और ओरिएंटेशन प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं हम छवि को घुमा सकते हैं और फिर इन फ़िल्टर को लागू कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि हमें अधिकतम प्रतिक्रिया कहाँ मिलती है तो सबसे लंबी अवधि जो प्रमुख दिशाओं को प्रदान करेगी और इसे बॉक्स फिल्टर द्वारा कार्यान्वित किया जा सकता है जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की है कि सफेद भाग उदाहरण के लिए कहेंगे हम उन सभी पिक्सेल को सफेद क्षेत्रों में जोड़ते हैं और उन सभी गहरे पिक्सेल को जोड़ते हैं जो हम घटाव कर रहे हैं जिसका अर्थ संगणनाओं से है उदाहरण के लिए यदि हम इस विशेष कन्वोलुशन ऑपरेशन को लागू कर रहे हैं तो इसके चारों ओर पिक्सेल को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए हम इंटीग्रल इमेज के लिए 3 ऑपरेशन करेंगे इसी तरह संक्षेप में 3 ऑपरेशन होंगे तो कुल 6 ऑपरेशन और फिर हमें एक घटाव की भी आवश्यकता होती है इसलिए एक और ऑपरेशन लेकिन 6 ऑपरेशन के साथ हम दो विशेष रूप से इन दो मानो की गणना कर सकते हैं इसलिए इंटीग्रल इमेज का उपयोग करके प्रत्येक फ़िल्टर प्रतिक्रिया की गणना के लिए 6 ऑपरेशन इकाइयां वास्तव में हमें एक और ऑपरेशन की आवश्यकता होती है क्योंकि उसके बाद हमें घटाव प्रदर्शन करने की आवश्यकता है तो हम इस मान को जोड़ते हैं हम मान लेते हैं कि यह मान A क्षेत्र से अधिक है इसलिए और फिर यह क्षेत्र B है और फिर हमें एक घटाव प्रदर्शन करना होगा तो यह है कि हम इन विशेष कार्यों की गणना कैसे कर सकते हैं तो 6 के बजाय 6 इस 3 प्लस 3 के लिए है लेकिन इसके लिए एक और अतिरिक्त ऑपरेशन की आवश्यकता होगी और अंतिम डिस्क्रिप्टर प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं हम हिस्टोग्राम के अर्थ की तरह एक साथ नहीं जानते हैं इसलिए हमने इस मामले में सिफ्ट को किया इसलिए इस मामले में इन ओरिएंटेशन सुधारों को पूरा करने के बाद हम इन वर्ग उप क्षेत्रों को 4x4 में विभाजित करते हैं विभाजन उप क्षेत्रों को 4x4 उप क्षेत्रों में और प्रत्येक क्षेत्र में हम इस विशेष मात्रा में गणना कर रहे हैं इसका मतलब है हार वेवलेट्स के प्रदर्शन के बाद इसलिए हम परिवर्तित प्रतिक्रियाओं का सारांश ले रहे हैं और x दिशा के साथ हार वेवलेट्स की परिवर्तित प्रतिक्रियाओं का परिमाण भी इसी तरह उन दो y दिशाओं के साथ इसलिए जैसा कि हम देख सकते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र के 4x4 के प्रत्येक सेल हमें 4x4 आयामी वेक्टर देगा और विंडो का आकार बीस क्रॉस स्केल है जो विंडो का आकार है और चूंकि 4x4 वर्ग क्षेत्र हैं तो प्रत्येक क्षेत्र हमें 4 आयामी वेक्टर देगा तो हम प्राप्त करेंगे इसलिए यह नियमित रूप से प्रत्येक उप क्षेत्र में 5x5 नमूना पैच दिया जाता है और फिर प्रत्येक उप क्षेत्र में 4 आयामी वेक्टर होता है और यदि हम उन्हें जोड़ते हैं तो यह 64 आयामी वेक्टर होगा और इसी तरह सर्फ प्रतिक्रिया होगी जो दिया हुआ है तो हम देख सकते हैं कि इस पेपर का संदर्भ इस विवरण के लिए यहां दिया गया है जिसे हमें इस पेपर को देखना चाहिए जिसे हम विवरण में पढ़ सकते हैं और हम यह सब विवरण प्राप्त कर सकते हैं इसलिए हमने ऐसे दो डिस्क्रिप्टर के बारे में चर्चा की जैसे कि सिफ्ट और सर्फ लेकिन फिर भी वे कम्प्यूटेशनल रूप से काफी गहन हैं इसलिए अलग अलग अन्य डिस्क्रिप्टर हैं जो बाद में प्रस्तावित किए गए हैं और वे चुपचाप विभिन्न अनुप्रयोगों में लोकप्रिय हो रहे हैं विशेष रूप से हमें रियल टाइम एप्लीकेशन में पहले संगणना की आवश्यकता होती है तो ऐसे डिटेक्टर में से एक को FAST डिटेक्टर कहा जाता है फास्ट नाम से यह लग रहा है कि यह बहुत पहले गणना करता है फीचर पॉइंट का पता लगाना तो लेकिन संक्षिप्त रूप एक्सेलरेटेड सेगमेंट टेस्ट की विशेषताएं हैं हमारे पास उस विशेष विधि का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होगा और यहाँ अलग अलग प्रकार के डिस्क्रिप्टर हैं जैसे ब्रीफ या बाइनरी रोबस्ट इंडिपेंडेंट एलीमेंट्री फीचर या ओआरबी जो ओरिएंटेड फास्ट डिटेक्शन पर विचार करके रोटेशनल इनवेरिएंट बनाते हैं तो FAST एक रोटेशनल इनवेरिएंट डिटेक्शन नहीं है लेकिन ओआरबी में हम जानते हैं कि कुछ कार्यों को करने से सीमा समाप्त हो गई है जिस पर हम चर्चा करगें और रोटेटेड ब्रीफ इसलिए ब्रीफ भी स्वतंत्र डिस्क्रिप्टर नहीं है इसलिए ओआरबी में उन पर ध्यान दिया जाता है तो यह फ़ास्ट में एक की पॉइंट या फीचर पॉइंट का पता लगाने का सिद्धांत है और एक परीक्षण है जिसे 12 बिंदु परीक्षण कहा जाता है और जहां यह पिक्सेल के आसपास बहुत परिभाषित स्थानों पर विचार करता है और वे आरेख में दिखाए जाते हैं जो स्क्वायर थिक स्क्वायरड एजेस द्वारा दिखाए गए स्थान हैं तो हम कह सकते हैं कि इस मामले में मास्क का आकार लगभग 7x7 मास्क है और इस विशेष पिक्सेल को केंद्रित करने वाले स्थान हैं तो यह केंद्रीय पिक्सेल और यह स्थान है इसलिए यह 1 2 3 है इसलिए अगर हमें लगता है कि इन स्थानों को इस तरह 1 2 3 कहते हैं तो वास्तव में 16 ऐसे हैं नहीं ऐसे स्थान जो यहां दिखाए गए हैं लेकिन उनमें से अगर वे 12 लगातार बिंदु मौजूद हैं जो केंद्रीय पिक्सेल की तुलना में चमकदार हैं तो हम मानते हैं कि बिंदु एक दिलचस्प बिंदु है जो एक की पॉइंट है यही सिद्धांत है इसलिए यह दिखाया गया है कि यह विभिन्न प्रमुख बिंदुओं का पता लगाने के लिए अच्छी तरह से काम करता है तो इन रणनीतियों के संशोधन भी हैं जो इस प्रदर्शन को बेहतर बनाते हैं अब हम बूलियन कंडीशंस के स्तर के आंकड़ों पर डिसिजन ट्री को प्रशिक्षित कर सकते हैं तो हम उन विवरणों को इस विशेष पेपर में पा सकते हैं जो यहां दिखाया गया है यह 2010 में ट्राजंक्शन पैटर्न एनालिसिस और मशीन इंटेलिजेंस के ट्राजंक्शन में प्रकाशित एक पेपर है और इसे रोस्टन एट अलRosten et al द्वारा लिखा गया है तो हम इस पेपर को देख सकते हैं और विवरण प्राप्त कर सकते हैं तो इस विशेष बिंदु के बारे में थोड़ा और विस्तार करते हैं तो यहां तक कि डिसिजन ट्री के लिए भी है जो इस सर्कल पर बिंदुओं का विभाजन करते हैं और हम उन्हें डिसिजन ट्री के रूप में प्रशिक्षित कर सकते हैं तो हम उन्हें एक बिंदु के रूप में चिह्नित कर सकते हैं जो गहरे रंग की श्रेणी में है और एक बिंदु जो पिक्सेल के केंद्र के संबंध में समान है या तो यह केंद्रीय पिक्सेल की तुलना में गहरा है या लगभग समान है या यह चमकदार है तो फिर यह एक ट्रीनरी लॉजिक है तो इसका मतलब है कि हर स्थान के लिए 3 चरण हैं प्रत्येक बिंदु जो उन 16 बिंदुओं में से दिखाया गया है और फिर उनके आधार पर हम उन मूल्यों के आधार पर डिसिजन ट्री को प्रशिक्षित कर सकते हैं और दिलचस्प प्रमुख बिंदुओं और उनके पड़ोस के प्रशिक्षण नमूने दिए गए मुख्य बिंदुओं की पहचान करने के लिए बाद में उस डिसिजन ट्री का उपयोग करें तो समस्या 3 क्लासेस में बिन्दुओं का वर्गीकरण है और एक बिंदु के लिए 3 विभाजन बनाते हैं और फिर हम एक डिसिजन ट्री को प्रशिक्षित कर सकते हैं Sp→x d Ip→x ≤ Ip t s Ip t Ip→x Ip t b Ip t Ip→x तो अब हम एक मुख्य बिंदु के चारों ओर एक डिस्क्रिप्टर के बारे में चर्चा करते हैं तो यह पिछले एक डिटेक्टर ऑपरेटर का प्रतिस्थापन है जैसे हैरिस ऑपरेटर या गॉसियन ऑपरेशंस का अंतर गॉसियन का मैक्स लोकल मैक्सिमम लेप्लेसियन मेजर का लोकल मैक्सिमा इसलिए पहले उन्हें बदल देते है और जैसा कि हम देख सकते हैं कि गणना उन हयूरिस्टिक और सिद्धांतों के आधार पर बहुत सरल है अब देखते हैं कि कैसे एक डिस्क्रिप्टर की गणना भी बहुत जटिल गणना के बिना की जा सकती है तो इस मामले में यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसे हमने रैंडमली रूप से 𝑛𝑑 जोड़े स्थानों का एक सेट माना है जो कि यहां एक सेट 𝑥𝑖 𝑦𝑖 को दर्शाया गया है जो एक बिंदु पर केंद्रित पैच में उस सेट में 𝑖𝑡ℎ बिंदु है वास्तव में 𝑥𝑖 x कोआर्डिनेट नहीं है 𝑥𝑖 बिंदु है 𝑦𝑖 बिंदु है और वे एक साथ युग्मित हैं px y 1 if pxp 0 otherwise तो मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ एक पिक्सेल है कुछ केंद्रीय पिक्सेल c और उसके आस पास के हमने बिंदु के निश्चित जोड़े परिभाषित किये हैं तो ये स्थिति है और फिर हमें एक बाइनरी वैल्यू 1 मिल रहा है तो हमें एक बाइनरी स्ट्रिंग मिलता है तो ऐसे 𝑛𝑑 जोड़े हैं इसलिए हमें 𝑛𝑑 लंबाई का एक बाइनरी स्ट्रिंग मिलता है वास्तव में यह वही है जिसे हम फ्यूचर डिस्क्रिप्टर मानते है fnd p 1≤i≤nd2i 1τp xi yi तो यह एक n आयामी बाइनरी स्ट्रिंग है और जैसा कि हम देख सकते हैं कि यह संगणना बहुत तेज है और यह पाया गया है कि यह मुख्य बिंदु के चारों ओर एक फीचर डिस्क्रिप्टर भी दे रहा है जो काफी अद्वितीय है और हम इस बिंदु के एक मूल्य पर भी विचार कर सकते हैं हम इसे जान सकते हैं क्योंकि यह एक बाइनरी रिप्रजेंटेशन है इसलिए हम इसे डेसीमल वैल्यू में भी बदल सकते हैं तो जो विशिष्ट आयाम 128 256 512 जैसे प्रयोगों में उपयोग किए जाते हैं हम देख सकते हैं कि यह एक बहुत बड़ा आयाम है लेकिन समस्या यह है कि जैसा कि हम देख सकते हैं कि अब इसे रोटेशनल इनवेरिएंट बनाने की कोई अवधारणा नहीं है इसे स्केल इनवेरिएंट बनाने की कोई अवधारणा नहीं है यहां तक कि फ़ास्ट में भी रोटेशनल इनवेरिएंट या स्केलिंग वेरिएंट की कोई अवधारणा नहीं है इसलिए ORB में जो यह अन्य डिस्क्रिप्टर है इन पर ध्यान दिया जाता है इसलिए फिर से मल्टी रेसोल्यूशन छवियों का उपयोग किया जाता है और ओरिएंटेशन कंपनसेशन बहुत सरल और ट्रिकी तरीके से किया गया है कि अब हम एक तीव्रता के केन्द्रक पर विचार करते हैं तो यह विशेषता है तो एक तीव्रता का केन्द्र क्या है हमारे पास एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो c द्वारा दिया गया है अब यह एक ज्यामितीय केंद्र है अब अगर हम तीव्रता के मूल्यों के केंद्रक पर विचार करते हैं इसका मतलब है एक पिक्सेल जिसमें तीव्रता मानों का औसत होता है जो तीव्रता मानों के औसत के करीब होता है फिर वह पैच का तीव्रता भारित केंद्र होता है यह औसत नहीं है इसलिए हम उस स्थान पर विचार कर रहे हैं जहां तीव्रता वजन की तरह काम कर रही है और तीव्रता भारित केंद्रीय स्थान ले रही है तो यह अलग बात है और यह हमें एक ओरिएंटेशन देता है यह ऐसा कुछ है जैसे यह ग्रेडिएंट दिशा को अनुकरण करने की कोशिश करेगा तो यह ओरिएंटेशन है तो अब हम उन सभी का वर्णन करते हैं हम उन सभी कार्यों को इस ओरिएंटेशन के लिए अपनी संदर्भ पहुंच को संरेखित करके प्रदर्शन करते हैं और हम इसे इस तरह से रोटेशनल इनवेरिएंट बना सकते हैं तो कोण द्वारा पैच को घुमाएं और डिग्री की गणना करें और इसे वास्तव में स्टीयर्ड ब्रीफ कहा जाता है तो हमें इस बिंदु पर यहां रुकने दें जहां हमने विभिन्न डिस्क्रिप्टर के बारे में चर्चा की है हमारा मतलब है कि सर्फ और सिफ्ट के अलावा अन्य जो स्वाभाविक रूप से काफी कम्प्यूटेशनल हैं लेकिन यहाँ और भी अतिरिक्त डिस्क्रिप्टर हैं जैसे ब्रीफ ओरबी और फ़ास्ट डिटेक्टर जो संक्षिप्त रूप में फ़ास्ट हैं और वे कम्प्यूटेशनल रूप से कुशल हैं इसलिए इसके बाद हम इस चर्चा को एक बार फिर से समझने के लिए जारी रखेंगे कि इन डिस्क्रिप्टर का उपयोग मुख्य बिंदुओं के जोड़े के मिलान में कैसे किया जा सकता है और अन्य प्रकार के डिस्क्रिप्टर भी हैं जो छवियों के विश्लेषण पर छवियों के विभिन्न अन्य बिट प्रोसेसिंग में भी उपयोगी हैं जो हम चर्चा भी करेंगे तो आइए हम इस विशेष व्याख्यान के लिए इस बिंदु पर रुकें कीवर्ड्स सिफ्ट सर्फ फ़ास्ट ब्रीफ